प्रोफेसर नमस्कार डिज़ाइन थिंकिंग के ऑनलाइन कोर्स में आपका फिर से स्वागत है डिज़ाइन थिंकिंग प्रयोग के बारे में है आपने मुझे इसके सिद्धांत इससे संबंधित कहानियां को बताते हुए सुना इसका प्रयोग आपने देखा या मैंने जब आपके सामने वर्णन किया तो आपने अपने दिमाग में इसकी कल्पना कर ली पर यहां में दिखाना चाहूँगा कि यह कैसे किया जा सकता है यहां वीडियो में देख कर इसका असली स्वाद चखने से बेहतर क्या हो सकता है यहां मेरे साथ वह लोग हैं जिन्हें असल जीवन की समस्याओं परिस्थितियों ग्राहकों लोगों पर डिज़ाइन थिंकिंग का प्रयोग तथा इसके द्वारा मदद करने का अनुभव है और यह लोग अभी भी मदद कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे कि हम डिज़ाइन थिंकिंग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और विशेष कर हम इसके प्रथम चरण दूसरे के नज़रिए को समझना की बात करेंगे दूसरे के नज़रिए को समझना पहला और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम है तो मेरे साथ मेरे 4 मित्र सहयोगी पुराने छात्र और वह लोग हैं जिनके साथ में विचार विमर्श करता हूं और यह लोग आपके सामने यह प्रदर्शित करेंगे की डिज़ाइन थिंकिंग का यह भाग कैसे किया जाता है यह हम एक केस की मदद से दिखाएँगे जिस पर मेरे मित्र काम करेंगे अब मैं इन लोगों की ओर मुखातिब होता हूं और शुरू करने से पहले मैं मुख्य चरणों को संक्षेप में दोहरा लूंगा कस्टमर जर्नी मैपिंग मैं पहला कदम यह जानना होता है कि यह व्यक्ति या व्यक्तित्व कौन है यह व्यक्तित्व तीन हिस्सों में होता है पहला व्यक्ति की उम्र दूसरा उस का भौगोलिक स्थान और तीसरा मात्र आनंद के लिए हम इस व्यक्ति को कोई नाम भी देते हैं यदि आप के केस के लिए महत्वपूर्ण हो तो आप इस व्यक्तित्व को आवश्यकता अनुसार पुरुष या महिला बना सकते हैं मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा आपके लिए जरूरी हो तो आप उनका लिंग निर्धारित करिए परंतु वैसे यह करना आवश्यक नहीं है तो जो सबसे पहले आपको करना है वह है व्यक्तित्व को स्थापित करना यहां पर फिर से एक सलाह जो कि मुझे विशेषकर बहुत उपयोगी लगती है वह यह कि हम कई सारे व्यक्तित्व लेकर चले जो कि एक दूसरे से बातचीत करें या जिन पर आप नजर रखना चाहते हैं या जिनका आप पीछा करना चाहते हैं तो एक 60 वर्षीय सज्जन दूसरी 40 वर्षीय महिला यह दो प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं और हम उन पर नजर रख सकते हैं यह तो व्यक्तित्व की बात हो गई दूसरा जो हमने पिछली बार देखा वे चरण हैं जिनमें हमने उन पर नजर रखी बहुत ही आसान शब्दों मैं कहा जाए तो जिस क्रिया पर हमें ध्यान देना है उसे लिखें परंतु उससे पहले और उसके बाद जो भी हो रहा है वह भी उतना ही दिलचस्प होता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति इस क्रिया तक कैसे पहुंचा और इसके बाद क्या हुआ बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इसके 3 विशिष्ट चरण होते हैं क्रिया से "पहले" क्रिया के "दौरान" और क्रिया के "बाद" आप चाहे तो इसका विस्तार करके इसमें और चरण भी बढ़ा सकते हैं परंतु यह मात्र न्यूनतम है यहां पर एक और सलाह है प्रत्येक चरण में उदाहरण के लिए क्या हो रहा है ठीक तरह से जानने के लिए यह अच्छा होगा कि हम उसके अंदर होने वाले कम से कम तीन कदम का पता लगाएँ यही क्रिया के "बाद" और उसके "दौरान" के लिए भी ठीक है कहने का मतलब जितना अधिक उतना अच्छा यदि आपके पास सात अलग अलग कदम है आठ अलग अलग कदम है तो यह सही है क्योंकि इसी का तो आप पता लगा रहे हैं यही वह है जो आपका ग्राहक करता है तो यह ऐसे ही होना चाहिए तो न्यूनतम तीन है और अगर हर चरण में तीन कदम होंगे तो तीन चरण और तीन कदम मिलाकर पूरे 9 कदम होंगे न्यूनतम 9 कदम और यही हम करने जा रहे हैं अब हम स्टिकी नोट्स का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको पता चलेगा की यह स्टिकी नोट्स बहुत ही उपयोगी हैं मेरा एक दोस्त मज़ाक कर रहा था कि डिज़ाइन थिंकिंग शायद स्टिकी नोट्स के इतना अधिक बिकने का अकेला सबसे बड़ा कारण है पर मैं यहां स्टिकी नोट्स का विज्ञापन करने नहीं आया हूं परंतु यह काफी उपयोगी है क्योंकि आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हो और फिर से लगा सकते हो आप इन्हें एक जगह लगा सकते हो इन पर मनचाहा लिख सकते हो यहां तक कि चित्र भी बना सकते हो और इधर उधर स्थानांतरित भी कर सकते हो यह बहुत आसान है और जैसी टेबल हमारे पास है मैं आपको दिखाऊंगा चीजों को हटाना और लगाना कितना आसान है और टीम इसमें भाग ले सकती है और देख सकती है कि क्या चल रहा है तो उस उद्देश्य के लिए यह काफ़ी उपयोगी है और हां मेरे लिए अच्छा रहेगा कि इन्हें बनाने वाली कंपनियों में मैं निवेश करूं परंतु अभी हम सिर्फ डिजाइन थिंकिंग का प्रयोग कस्टमर जर्नी मैप बनाने के विषय में बात करेंगे अब हम टीम की ओर चलते हैंl यह सज्जन वो है जिन्होंने मेरे साथ विचार विमर्श किया है और मुझे ये स्पष्ट किया है की ये लोग क्या कर रहे हैंl हम लोग कस्टमर जर्नी मैप बनाएँगे जिसके चरणों के बारे मे मैंने आपको बताया थाl तो अब हम यही करने जा रहे हैंl मैं इसमें अधिकतर समय एक प्रकार से दीवाल के कीड़े के समान रहूँगा मैं जो आप लोग कर रहे हैं उसका अवलोकन करूँगा यदि कोई ऐसी बात होगी जहां आपको मदद चाहिए होगी और मुझे लगेगा कि मैं शायद कुछ कर सकता हूं तो मैं शायद मदद करूँगा अन्यथा आप मुख्यतः स्वयं इसके निर्देशक हैं और मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं तो यह मेरे पोस्ट इट नोट्स आपके लिए हैं सिद्धार्थ मातुरी तो अब हम लोग विद्यालय जाने वाले एक छात्र के जीवन के बारे में विचार करेंगे उसके चारों ओर एक व्यक्तित्व विकसित करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में उसकी क्या गतिविधियाँ है हम उसकी गतिविधियों में कोई समस्या निकालने का प्रयास करेंगे और जैसा सर ने कहा उन्हें क्रिया से "पहले" क्रिया के "दौरान" और क्रिया के "बाद" मैं बांटकर लिखेंगे और देखेंगे कि हम ग्राहक के संदर्भ में हम इनका नक्शा कैसे तैयार कर सकते हैं हम लोग छात्र का व्यक्तित्व बनाकर इसकी शुरुआत करेंगे नित्थिन कुरियन बिल्कुल चलो हम पहले छात्र को एक नाम देते हैं हां हम उसे सैम बुला सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी हां चलो हम उसे सैम नाम देते हैं नित्थिन कुरियन और क्योंकि यह पक्के तौर पर विद्यालय जाने वाला छात्र है तो शायद इसकी उम्र लगभग 14 15 होगी सिद्धार्थ मातुरी सही बात नित्थिन कुरियन मान लो कि सैम 14 साल का है वह भारत के पुणे शहर के एक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में पड़ रहा है मुझे लगता है हमारे पास पहला व्यक्तित्व तैयार है तो विद्यालय में सैम मूलतः क्या क्रियाएं करता होगा सिद्धार्थ मातुरी क्रियाओं में जाने से पहले हम इस व्यक्तित्व का एक अलग पोस्ट बनाएंगे अब हम सब कुछ कर सकते हैं नित्थिन कुरियन तो यह हमारा पहला व्यक्तित्व है सिद्धार्थ मातुरी तो यह हमारा पहला व्यक्तित्व हुआ और अब हम कुछ क्रियाओं में जाएंगे नित्थिन कुरियन क्रियाएं जो वह कर रहा है ठीक है सिद्धार्थ मातुरी विद्यालय जाने वाले छात्र के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण क्रिया नोट्स लेना होती है क्या मैं ठीक कह रहा हूं नित्थिन कुरियन हां ठीक है नोट्स सिद्धार्थ मातुरी शिक्षक के कक्षा में पढ़ाने के "दौरान" छात्र द्वारा नोट लिखने की प्रक्रिया की अब हम कल्पना करते हैं नित्थिन कुरियन ठीक है सैम के साथ पहली क्रिया जिसका हम नक्शा बनाएंगे वह है कक्षा में नोट्स लिखना अब हम इस क्रिया को नीचे रखते हैं सिद्धार्थ मातुरी हां नित्थिन कुरियन सैम अब जैसा सर ने बताया हमारे पास इस क्रिया से संबंधित 3 परिदृश्य होने चाहिए सिद्धार्थ मातुरी सही नित्थिन कुरियन इस क्रिया से "पहले" इसके "दौरान" और इसके "बाद" सैम क्या करता है मतलब कक्षा में वास्तव में नोट्स लिखने से पहले सैम क्या करेगा श्याम पॉल एम कक्षा में पहले सैम अपना बस्ता खोलेगा और अपने नोट्स बाहर निकालेगा नित्थिन कुरियन ठीक है नोट्स लिखने की असली प्रक्रिया शुरू होने से पहले कक्षा में होने वाली कुछ क्रियाएं इस प्रकार होंगी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करेंगे यह पहले होने वाली क्रिया है उसके बाद शिक्षक छात्रों से अपनी नोटबुक और पुस्तक निकालने के लिए कहेंगे या छात्र स्वयं अपनी नोटबुक और पुस्तक तैयार रखेंगे यह दूसरी क्रिया हो गई शिक्षक का आदेश व नोट्स ठीक और इसके अलावा क्या इसके बाद शायद शिक्षक आदेश देकर पढ़ाना शुरू कर देंगे सिद्धार्थ मातुरी और इसके बाद सैम जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करता है और अपनी नोटबुक में नोट्स लिखने का प्रयास करता है ठीक नित्थिन कुरियन अपनी नोटबुक में सुप्रतिव दास क्या शिक्षक का वर्णन जैसे वह क्या विषय पढ़ा रहे होंगे महत्वपूर्ण हैं इस केस में क्रिया शुरू होने से पहले कल्पना कीजिए की जो शिक्षक कक्षा में आते हैं वह विज्ञान या गणित के शिक्षक हो सकते हैं तो क्या यह केस पर प्रभाव डाल सकता हूं नित्थिन कुरियन जिस प्रकार से वह यह विशेष क्रिया कर रहा है क्या उसे प्रभावित करेगा हां मैं सोचता हूं ऐसा कुछ हो सकता है सुप्रतिव दास कौन से विषय नित्थिन कुरियन जिस प्रकार वह कक्षा में नोट्स लिख रहा है उसको प्रभावित करेगा सुप्रतिव दास हां सिद्धार्थ मातुरी शायद भाषा की कक्षा में उसका ज्यादा ध्यान पुस्तकों कविता की पुस्तकों और अन्य इसी प्रकार की पुस्तकों में होगा परंतु जब गणित की बात होगी तब लिखना अभ्यास करना और कच्चा काम ज्यादा होगा नित्थिन कुरियन हां तो अपनी कक्षा में मैंने देखा है कुछ छात्र भाषा के नोट्स अन्य नोट्स से अलग तरीके से बनाते हैं भाषा की कक्षा में मैंने अपने साथियों को पुस्तक पर उदाहरण के लिए यदि शिक्षक कविता बना रहे हैं तो शायद नोट्स वास्तविक कविता या पाठ मैं ही लिखे जाएंगे परंतु यदि यह गणित की कक्षा होगी तो शायद नोट सीधे नोटबुक में लिखे जाएंगे तो विषय और नोट्स लिखने की क्रिया के संबंध में यह बहुत ही अच्छा तथ्य लेकर आए हैं सिद्धार्थ मातुरी विषय पर आधारित नित्थिन कुरियन विषय पर आधारित सिद्धार्थ मातुरी मैं सोचता हूं कि हम इसे क्रिया होने से पहले वाले काम में रख सकते हैं नित्थिन कुरियन होने वाली क्रियाओं की संभवत सूची क्या होगी सिद्धार्थ मातुरी क्रिया शुरू होने से "पहले" के संभवतः क्या कार्य होंगे ठीक सिद्धार्थ मातुरी अब हम क्रिया होने के "दौरान" क्या होगा इस बारे में बात कर सकते हैं प्रोफेसर मैं यहां बोलना चाहूंगा एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप हर नोट पर एक क्रिया लिखें मेरा मतलब है यहां पर आपने चार क्रियाएं लिखी है तो आपके पास हर क्रिया के साथ चार नोट्स होंगे यह घटनाओं को कहानी की तरह क्रमानुसार लगा देगा कि पहले यह दृश्य फिर यह फिर यह और इससे काफी मदद मिलती है यदि बाद में आपको कोई ज्ञान प्राप्त होता है या आप कार्यक्षेत्र में जाकर अवलोकन करते हैं कि वास्तव में विषय के शिक्षक कक्षा में आकर कुछ अलग करते हैं तो मैं वास्तव में नोट्स आपके पोस्ट नोट्स की अदला बदली कर सकता हूं और इस बदले हुए परिपेक्ष से मैं नए मायने निकाल सकता हूं सिद्धार्थ मातुरी हां हम फिर से कर सकते हैं प्रोफेसर हां इसे " पहले" का उपनाम देना अच्छा ख्याल है हां अच्छा ख्याल है नित्थिन कुरियन तो हम इस वाले को हटा देते हैं प्रोफेसर हां पर शुरुआत के लिए मेरे हिसाब से यह अच्छा है कि आपने इसे लिख लिया है पर मेरी सलाह रहेगी एक नोट पर एक क्रिया सिद्धार्थ मातुरी तो फिर नित्थिन कुरियन शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं फिर आदेश देते हैं या छात्र स्वयं अपनी नोटबुक और उचित पुस्तक बस्ते से निकालते हैं यह हमारे द्वारा स्थापित की गई दूसरी क्रिया है सिद्धार्थ मातुरी शिक्षक का आदेश या बस्ते से किताब निकालना नित्थिन कुरियन हां बस्ते से किताब निकालना उसके बाद अगला कदम होगा शिक्षक आदेश देते हैं या पढ़ाना शुरू कर देते हैं सिद्धार्थ मातुरी इसके बाद छात्र नोट लिखना शुरू करता हैं नित्थिन कुरियन या छात्र जो समझना है उसे समझने की कोशिश करता है क्योंकि यह क्रिया नोट्स लिखने से "पहले" हो रही है ठीक तो छात्र पहले समझेगा और यह सोचेगा कि उसे क्या लिखना है सिद्धार्थ मातुरी तो अभी तक कक्षा में नोट्स लिखने की क्रिया करने से पहले के चार चरण हम लोगों ने निकाल लिए नित्थिन कुरियन बहुत खूब सर क्या अभी तक हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं प्रोफेसर शाबाश नित्थिन कुरियन गजब सिद्धार्थ मातुरी तो अब हम इस क्रिया के " दौरान" वाले घटनाक्रम पर आते हैं तो नोट्स लिखने के लिए सैम द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या होगा शायद वह अपना पेन निकालेगा नित्थिन कुरियन हां मेरे ख्याल में यह साधन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ मातुरी नोटबुक और पेन खोलेगा स्टूडेंट्स 4 नोट्स लिखेगा सुप्रतिव दास मैं सोचता हूं एक और बिंदु है पेन या किताब चुनना पहला कदम हो सकता है उदाहरण के लिए सेम के पास बहुत सारी नोटबुक हो सकती हैं और यह सब अलग क्रम अलग विषय अलग प्रकार की हो सकती हैं और कल्पना कीजिए की यदि गणित के शिक्षक कक्षा में होंगे तो वह कभी नहीं चाहेंगे कि सैम अपनी विज्ञान की नोटबुक निकालें तो नोटबुक चुनना भी एक क्रिया है श्याम पॉल एम और मेरे ख्याल में अलग अलग विषय के लिए अलग अलग नोटबुक होंगी नित्थिन कुरियन मैं सहमत हूं पर हमने इसे शामिल कर लिया है सिद्धार्थ मातुरी नोट लिखने से पहले की क्रिया शिक्षक के आदेश और पुस्तक बस्ते से निकालना होंगी नित्थिन कुरियन नोट्स लिखने से पहले वह चुनेगा कि उसे कौन सी कक्षा में कौन सी नोटबुक निकालनी है प्रोफेसर यदि आप इसे एक गंभीर समस्या मानते हैं तो आप इस कदम पर इसे लिख सकते हैं और साथ में यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि वह बहुत खुश नहीं है क्योंकि उसे 5 अलग अलग नोटबुक और 7 भिन्न भिन्न पुस्तकों में से ढूंढ कर सही पुस्तक निकालनी पड़ रही है और यह एक समस्या जो कि आप लिख सकते हैं हो सकती हैं इसे कहीं लिख लो नित्थिन कुरियन जी प्रोफेसर वास्तव में आप भी तथ्य ही ढूंढ रहे है एक तरफ तो सत्य है कि आप इस व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं पर आपका गुप्त लक्ष्य है कि आप यह जान सकें की इस सैम के जीवन में आप कहां मदद कर सकते हैं नित्थिन कुरियन बिल्कुल सही सिद्धार्थ मातुरी हां हम वह दूसरा बिंदु लेंगे प्रोफेसर हां उसे उप की तरह डालो हां बहुत अच्छा नित्थिन कुरियन उसके द्वारा पेन निकालना शायद पहली क्रिया होगी सिद्धार्थ मातुरी लिखने का यंत्र या पैन निकालना और अपनी किताब खोलना यह क्रिया के "दौरान" का पहला कदम होगा अब अगला l नित्थिन कुरियन अगले में शायद या तो वह जो लिख रहा है उसे जारी रखेगा या पीछे देख कर पता लगाएगा की उसने कक्षा में पढ़ाए गए इस विषय पर पहले क्या लिखा था सिद्धार्थ मातुरी बिल्कुल अध्यापक सैम से पूछ सकते हैं की पिछली कक्षा में हमने विषय कहां तक पढ़ा था और हो सकता है कि वह स्वयं बता पाए या वह पिछले पन्नों को पलट कर पाठ के पुराने नोट्स को देखकर अध्यापक को बताएं नित्थिन कुरियन और फिर वापस जाकर अपने नए नोट्स लिखें सिद्धार्थ मातुरी मेरे ख्याल में पिछली कक्षा के नोट्स को जांचना नित्थिन कुरियन इसमें नोट्स वह क्रिया है जो वह कर सकता है सुप्रतिव दास पिछली कक्षा का सारांश सिद्धार्थ मातुरी पिछली कक्षा का सारांश शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करेगा हां यह सैम द्वारा कक्षा में नोट्स लिखने के अंतर्गत आने वाली क्रिया नहीं है इसलिए हम पिछली कक्षा के नोट्स को जांचना लेकर चलेंगे नित्थिन कुरियन इसके आगे जब उसका वर्तमान पन्ना भर जाएगा तो वह एक नए पन्ने पर काम करना शुरू करेगा या वह शायद नए पन्ने से ही शुरुआत करें सिद्धार्थ मातुरी तो आज के नोट्स को शुरू करने के लिए पन्ना चुनना नित्थिन कुरियन हां अगला अगली पंक्ति अगले नोट्स का समूह सिद्धार्थ मातुरी अगले नोट्स को लिखने के लिए पन्ना चुनना नित्थिन कुरियन मेरे ख्याल में यह वह प्रक्रिया होगी जिसमें वह बार बार पुराने पन्ने पर जाकर नए पन्ने पर आता है और वापस पुराने पन्ने पर जाता है सिद्धार्थ मातुरी शायद शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ की विषय वस्तु के अनुसार वह या तो शब्द लिख रहा होगा या रेखाचित्र बना रहा होगा Nithin Kurian Right नित्थिन कुरियन बिल्कुल l सुप्रतिव दास ग्राफ द्वारा चित्रण सिद्धार्थ मातुरी ग्राफ द्वारा चित्रण या लिखी हुई सामग्री यह सब पाठ या शिक्षक पर निर्भर होगा तो लिखना या ग्राफ द्वारा चित्रण या रेखाचित्र Professor Yeah I was going to say if you have a simpler word for that प्रोफेसर हां मैं कहने वाला था कि यदि आपके पास इसके लिए कोई सरल शब्द हो तो सिद्धार्थ मातुरी यह मेरे दिमाग में बाद में आया इसलिए मुझे इसे जोड़ना पड़ा मेरे ख्याल में हमारे पास नोट्स लिखने के "दौरान" चार क्रियाएं हैं इससे संबंधित क्या किसी के कोई सुझाव है प्रोफेसर तुम ठीक हो तुम सही हो सिद्धार्थ मातुरी बढ़िया तो अब हम नोट्स लिखने की के "बाद" के घटनाक्रम पर चलते हैं नोट्स लिखने के बाद सैम क्या कर रहा होगा नित्थिन कुरियन मेरा अनुमान है की जब शिक्षक की ओर से निर्देश समाप्त हो जाएंगे तो सैम शायद सोचेगा की उसके भी नोट्स लिखने का समय पूरा हो गया है शिक्षक का निर्देश समाप्त होना एक कदम है सिद्धार्थ मातुरी शिक्षक के रुकने के आदेश का पालन करेगा नित्थिन कुरियन फिर से मुझे लगता है यह वैसे ही होगा जैसा नक्शा हमने पहले बनाया था मतलब या तो शिक्षक निर्देश देंगे कि मैंने आज की कक्षा समाप्त कर दी या छात्र अपने आप समझ जाएगा कि आज के निर्देश समाप्त हो चुके हैं सिद्धार्थ मातुरी फिर वह शायद जो उसने लिखा है उसे जांचना चाहेगा नित्थिन कुरियन हां शायद वह जो लिखा है उसकी जांच करेगा सुप्रतिव दास हो सकता है वो ऐसा करना चाहे सिद्धार्थ मातुरी वह अपने लिखे हुए नोट्स को देख कर यह जांच करेगा कि क्या उसने साफ लिखा है क्या उसके रेखाचित्र साफ है या उसे इन्हें सही करने के लिए किसी और को देना पड़ेगा सुप्रतिव दास शायद कोई और प्रोफेसर व्यक्तिगत अनुभव सिद्धार्थ मातुरी हां यही नित्थिन कुरियन यह भी एक संभावना हो सकती है और हम इसे क्रिया मान कर देख सकते हैं प्रोफेसर मेरे हिसाब से आपको यह बिंदु मार्केट में जाकर असली ग्राहकों से जांचना चाहिए तो यह आपके अपने अनुभव से है अच्छा है हम इसे लिख लेंगे क्योंकि पहला चरण अपने अनुभव और अवलोकन के आधार पर लिखना होता है अगले चरण में आप असल में मार्केट जाकर ग्राहक के उस वर्ग से मिलते हैं जो आपका लक्ष्य है और जानने की कोशिश करते हैं कि वह वास्तविकता में क्या कर रहे हैं और शायद फिर यह बातें बदल जाए आप कुछ बातें भी इसमें जोड़ सकते हैं नित्थिन कुरियन बिल्कुल सिद्धार्थ मातुरी ठीक है सर शायद अपनी कक्षा के नोट्स को जांचना परखना l श्याम पॉल एम और अगर उसे जरूरत लगे तो महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना या उन पर निशान बनाना नित्थिन कुरियन हां ऐसा कर सकता है और यह सब इसी के अंतर्गत आएगा सिद्धार्थ मातुरी तो यह दूसरा चरण हुआ नित्थिन कुरियन और फिर इसके बाद शायद सुप्रतिव दास मेरे ख्याल से इसके दो परिणाम हो सकते हैं या तो वह सामान बस्ते में डालेगा या वह नोट्स किसी और से साझा करेगा उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि मैं धीमे लिखता हूं और कोई और तेजी से लिखता है तो उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा जबकि मेरे कुछ विषय छूट जाएंगे इसलिए मुझे उन्हें लिखने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी नित्थिन कुरियन बिल्कुल यदि वह तेजी से लिखता है तो वह धीमी गति से लिखने वाले को अपने नोट्स सांझा करेगा जिससे कि वह व्यक्ति अपने नोट्स को जांच सके यह भी जरूर एक विकल्प हो सकता है सिद्धार्थ मातुरी हां या तो वह अपने नोट्स सांझा करें l नित्थिन कुरियन मेरे हिसाब से हम इनको दो वैकल्पिक क्रियाओं के रूप में रख सकते हैं प्रोफेसर आप उसको दो हिस्सों में भी विभाजित कर सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी या तो नोट्स साझा करें या नित्थिन कुरियन उस नोटबुक को बंद करके वापस बस्ते में रखना सुप्रतिव दास इसके अलावा क्या जो मूल्यांकन शिक्षक कक्षा में करते हैं उसे हमें क्रिया के "बाद" वाले हिस्से में लिखना चाहिए नित्थिन कुरियन मुझे लगता है कि इससे पूरी क्रिया ही बदल जाएगी क्योंकि शायद यह उसके लिए बहुत ही व्यक्तिगत होगा प्रोफेसर मेरी सलाह यह रहेगी कि हम नोट्स लेने की प्रक्रिया को मूल्यांकन की स्थिति से अलग करके देखें यह विचार अच्छा है क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और उससे किसी भी क्रिया के अंतर्गत आने वाले चरण भी बदल जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बिना समाधान के यह कर दिया एक आखरी चरण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम आपके छात्र यानी कि सैम की भावनात्मक अवस्था पर नजर रखें किसी समय वह बहुत खुश होगा और कहेगा "वाह यह तो बहुत अच्छा है कि मैं यह कर पाया" कोई समय ऐसा भी होगा जब वह बहुत खुश नहीं होगा मतलब दुखी होगा और आप उसे लिख सकते हैं और तीसरा जहां कोई भावना नहीं होगी जैसा कि मैंने कक्षा में आपको बस से उतरने का शायद उदाहरण दिया था उतरने से कोई भावना नहीं जुड़ी हुई है आप बस उतर गए हैं यह ऐसे ही होता है आप अपने अवलोकन या व्यक्तिगत अनुभव से देखें तो कई बार आप " वाह यह बहुत अच्छा है बढ़िया है" से शुरुआत करते हैं पर कई बार उतने खुश नहीं होते तो आप इसको सरलता से दुखी चेहरे स्माइली द्वारा पोस्ट इट नोट पर चिन्हित कर सकते हैं नित्थिन कुरियन शिक्षक का कक्षा में प्रवेश करने पर स्माइली का प्रयोग किया जाएगा या शायद प्रोफेसर माफ कीजिए सिद्धार्थ मातुरी हम मान कर चलते हैं की सैम को लिखना पसंद है नित्थिन कुरियन लिखना पसंद है और कक्षा में रहना और सीखना हां तो यह आदर्श स्थिति हो गई नित्थिन कुरियन ऐसी आदर्श स्थिति जिस का नक्शा हम बनाना चाहेंगे शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर हम एक खुश स्माइली देते हैं सिद्धार्थ मातुरी तो यह खुश सैम है सुप्रतिव दास बहुत खूब सिद्धार्थ मातुरी इसके बाद शिक्षक के बस्ते से पुस्तकों को निकालने के निर्देश शायद यह उतना अच्छा नहीं है हां उसे समझ में आता है की कक्षा में आजादी नहीं है नित्थिन कुरियन तो यहां पर एक दुखी इमोजी का प्रयोग किया जा सकता है श्याम पॉल एम हो सकता है वह बहुत सारे नोट्स लिख रहा हो सुप्रतिव दास ठीक है यहां पर ना बहुत खुश ना बहुत दुखी इमोजी l नित्थिन कुरियन दूसरी बात यह है की उसको सारी पुस्तकों और नोटबुक में से ढूंढ कर शिक्षक की विशेष पुस्तक और नोटबुक निकाल कर सही पन्ने को खोलना है सुप्रतिव दास नहीं तो सैम इसमें इस प्रकार खुश नहीं हो सकता है नित्थिन कुरियन हां नहीं हो सकता है मुझे नहीं लगता कि वह होगा सुप्रतिव दास यह सब करने में सैम खुश नहीं होगा नित्थिन कुरियन और इस दौरान जो भी कुछ शिक्षक कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण है उस पर वह पूरा ध्यान नहीं दे सकता इसलिए उलझा हुआ सैम या शायद वह बहुत खुश नहीं है सिद्धार्थ मातुरी ठीक है या एक उलझा हुआ सैम प्रोफेसर ठीक है तो आप विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी शिक्षक पढ़ाना शुरू करते हैं l नित्थिन कुरियन मेरे ख्याल में यह बहुत ही सामान्य बात होगी हां सादा चेहरा प्रोफेसर ठीक है सिद्धार्थ मातुरी फिर छात्र यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या नोट करना है नित्थिन कुरियन शायद यह क्रिया करने में मुश्किल होगी सिद्धार्थ मातुरी क्योंकि हमने सेम के बारे में सोचा है तो हम इसे खुश चेहरा दे देते हैं नित्थिन कुरियन ठीक है सिद्धार्थ मातुरी यह तो क्रिया से "पहले" की भावनाएं हो गई अब हम "दौरान" भाग में चलते हैं पैन निकालना लिखने के लिए नोटबुक खोलना मेरे हिसाब से यह काफी नीरस है इसलिए कोई भावना नहीं पुराने नोट्स को जांचना मे सैम उत्सुक हो सकता है नित्थिन कुरियन हां क्योंकि शायद इससे उसके लिए शिक्षक के बताए पन्ने या वह स्वयं जिस पन्ने पर जाना जाता है पहुंचना उलझन हो जाए l सुप्रतिव दास तब वह इतना खुश नहीं होगा सिद्धार्थ मातुरी अपने अगले नोट्स को लिखने के लिए पन्ना चुनना नित्थिन कुरियन यह तो बिल्कुल साफ है Suprativ Das No Emotion सुप्रतिव दास कोई भावना नहीं सिद्धार्थ मातुरी विषय लिखना या रेखाचित्र बनाना मेरे हिसाब से यह वह क्रिया है जिसमें वह खुश होगा नित्थिन कुरियन हां खुश होगा उसे नोट्स लिखना पसंद है सिद्धार्थ मातुरी और हमने इसी क्रिया पर ध्यान दिया है तो यह मुख्य हिस्सा है नित्थिन कुरियन और उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है सिद्धार्थ मातुरी तो यह क्रिया के "दौरान" और उसके "बाद" जब शिक्षक ने नोट्स लिखना रोकने का निर्देश दिया के भाव होंगे सुप्रतिव दास वह बहुत खुश होगा नित्थिन कुरियन नहीं क्योंकि वह बहुत खुश था जब शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया था इसलिए सिद्धार्थ मातुरी हो सकता है कि वह और रेखाचित्र बनाना चाहता हो या लिखना चाहता हो क्योंकि हमारे हिसाब से वह एक आदर्श हैं जो कि लिखना चाहता है सुप्रतिव दास ठीक है तो वह खुश होगा नित्थिन कुरियन नहीं वह दुखी होगा हां दुखी सिद्धार्थ मातुरी और नहीं लिख पा रहा है अब अपने नोट्स को जांच रहा है नित्थिन कुरियन मेरे ख्याल में यह काफी सरल है सिद्धार्थ मातुरी व्यक्तिगत क्रिया यह तो एकदम साफ़ हैl तो या तो वो नोट्स सांझा करेगा या इस क्रिया को समाप्त करेगाl मेरे ख्याल मे नोट्स सांझा करना ख़ुशी की बात होगीl नित्थिन कुरियन खुश निश्चित ही खुश होगा क्यूंकि वो नोट्स सांझा कर रहा हैl सिद्धार्थ मातुरी तो हां यह फिर से खुश सैम है प्रोफेसर बढ़िया यह चर्चा काफी अच्छी निकल कर आई इसके आगे दो बातें जैसा मैंने बताया था जब आप मार्केट में जाएं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं की सभी चरण वैसे ही हैं जैसे कि आपने अपने अनुभव और अवलोकन के आधार पर कल्पना की थी दूसरी बात यह है कि हमने भावनाओं का जो नक्शा बनाया है जिसको एंपैथी मैप भी कहा जाता है को भी जानना पड़ेगा कुछ लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से एंपैथी मैप बनाते हैं पर हम इसे बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार करेंगे इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या वह वाकई में खुश है मेरा मतलब है कि आपने यहां एक आदर्श छात्र लिया है और आप ऐसे ही आदर्श छात्र ढूंढ सकते हैं शिक्षक की मदद से आदर्श छात्र चुन सकते हैं और फिर पता लगा सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई में होता है उनका अवलोकन करें प्रश्न ना पूछे यह मेरी आपको सलाह रहेगी क्योंकि पूछने से वह आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं पर वास्तविकता में हो सकता है कि वह उससे कुछ उल्टा ही कर रहे हो यह आपको कार्यक्षेत्र में करना होगा और यह दोनों बातें आपको कार्यक्षेत्र की गतिविधि में लिखनी होंगी यह अच्छा है मैं मानकर चल रहा हूं कि आप एक और व्यक्तित्व की गहराई में जाएंगे हमारे बीच में यही चर्चा हुई थी हम लोग दूसरे व्यक्तित्व के लिए फिर से बैठेंगे आज की चर्चा यही तक रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी तक हमने क्या किया है और दूसरे व्यक्तित्व के लिए शायद फिर से बैठेंगे क्योंकि इस केस में उसका महत्व है नोट्स लिखने और उनसे तालमेल बिठाने का कार्य इस परिस्थिति में यहां पर समाप्त नहीं होता इसीलिए हम दूसरे को भी लेंगे अगर आपकी परिस्थिति में आपकी आवश्यकता सिर्फ इतनी ही हो तो आप एक से ही काम चला सकते हैं जैसा कि मैंने श्रीमती अवनी की घर से कार्यालय की यात्रा पर नजर रखने का उदाहरण दिया था l तब आप एक पर भी रुक सकते हैंl पर यहाँ हम दूसरा भी लेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपको अगला भी दिखाने वाले हैंl ग्राहक के सम्पूर्ण अनुभवों का चित्रण जिसके आधार पर कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को सुधार सकती हैl